डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों नियंत्रण के बारे में चर्चा कर रहे हैं यह उस पर एक दूसरा और समापन मॉड्यूल है इसलिए पिछले मॉड्यूल में हमने समसामयिक को कैसे लागू किया जाए जैसा कि हमने देखा है कि लॉकिंग के खतरों के डेडलॉक लगभग होने के लिए अपरिहार्य हैं इसलिए यहां पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि चूंकि डेडलॉक अपरिहार्य हैं इसलिए डेडलॉक्स को बिल्कुल भी रोक सके और इसलिए अध्ययन करने के बाद कि हम समझना चाहते हैं कि एक साधारण समय आधारित टाइम बेस्ड से बच सकता है तो डेडलॉक से निपटना डेडलॉक तो सिस्टम डेडलॉक की प्रतीक्षा कर रहा है और इसलिए उनमें से कोई भी वास्तव में आगे नहीं बढ़ सकता है इसलिए डेडलॉक रोकथाम प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम कभी भी डेडलॉक स्थिति में प्रवेश नहीं करेगा इसलिए सवाल यह है कि क्या हम कुछ रणनीति बना सकते हैं इसलिए हम डेडलॉक के लिए अनुरोध कर रहे हैं और जिन्हें मंजूर किया गया है और फिर कुछ और अनुरोध आते हैं और हम एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहाँ A B की प्रतीक्षा कर रहा है B C की प्रतीक्षा कर रहा है C एक प्रकार की स्थिति की प्रतीक्षा कर रहा है और हम डेडलॉक में पड़ जाते हैं तो क्या हमारे पास रणनीति हो सकती है ताकि अनुरोध और रिलीज़ एक तरह से हो सकें ताकि डेडलॉक बिल्कुल न हो तो मेरा मतलब है कि सौभाग्य से ऐसी रणनीतियों की संख्या मौजूद है उदाहरण के लिए एक रणनीति जिसे प्री डिक्लेरेशन मिल गए हैं और एक बार जब आप स्वाभाविक रूप से सभी लॉक्स प्राप्त कर लेते हैं तो आपके पास सभी संभव डेटा आइटम तक पहुंच होती है और इसलिए आप आगे बढ़ पाएंगे स्वाभाविक रूप से इसका दूसरा पहलू यह है कि कई मामलों में ट्रांज़ैक्शन की शुरुआत में काफी हद तक देरी हो जाएगी और विशेष रूप से आपके पास हो सकने वाली सहूलियत के स्तर को नीचे लाएगा दूसरा जो होशियार है वह यह करता है कि सभी डेटा आइटमों का एक प्रकार का आंशिक ऑर्डर लगाया जाए जो एक ट्रांजेक्शन और सभी डेटा आइटम मौजूद हैं और इसके लिए आवश्यक है कि ट्रांज़ैक्शन केवल उस विशिष्ट क्रम में वस्तुओं को लॉक कर सकता है तो यहाँ महत्वपूर्ण बात डेटा आइटम के बीच एक आंशिक आदेश है हमारे पास यह जानने का समय नहीं है कि यह कैसे काम करता है लेकिन मैं आपको यह जानना चाहता हूं कि रोकथाम की ऐसी रणनीतियां मौजूद हैं और यह तथ्य कि आपने आंशिक क्रम द्वारा निर्दिष्ट उस क्रम में डेटा आइटम लॉक किए हैं आप ऑर्डर से बाहर लॉक नहीं कर सकते और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो यह दिखाया जा सकता है कि डेडलॉक को रोक दिया जाएगा इसलिए दूसरी संभावित रोकथाम योजनाएं जो हम करेंगे हम थोड़ा और गहराई से देखना चाहेंगे यह तथ्य है कि मैं ट्रांजेक्शन का उपयोग कर सकता हूं और उन टाइमस्टैम्प का उपयोग करें जो मुझे बताएंगे कि कौन सा पहले ट्रांजेक्शन और उस के लिए कई रणनीतियां मौजूद हैं हम उनमें से दो पर चर्चा करेंगे पहले वह है जिसे योजना के साथ वेट एंड डाई है नॉन प्रिम्पटीव का मतलब है कि इसमें कोई भी किसी और का जगह नहीं लेता है तो आप वेट एंड डाई में टाइमस्टैम्प है तो जितना छोटा टाइमस्टैम्प उतना पुराना एक ट्रांजेक्शन इसलिए पुराने ट्रांज़ैक्शन को रिलीज़ करने करने के लिए एक छोटे की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है इसलिए यदि दो ट्रांजेक्शन परस्पर विरोधी हैं तो पुराना इंतजार करेगा और छोटे ट्रांज़ैक्शन कभी भी पुराने का इंतजार नहीं करेंगे वे इसके बजाय रोलबैक हो जाते हैं इसलिए अगर कोई कनफ्लिक्ट होता है तो उस में से एक छोटा हमेशा वापस आ जाएगा और एक बड़ा इंतजार करेगा इसलिए आवश्यक डेटा आइटम प्राप्त करने से पहले ट्रांजेक्शन नहीं होगा क्योंकि B पर मेरा A वेटिंग और A पर वेटिंग B हो सकता है क्योंकि A और B में से किसी एक को अधिक उम्र का होना चाहिए और वह केवल प्रतीक्षा करेगा दूसरा वाला अबो्र्ट करेगा अबो्र्ट और रोलबैक करेगा दूसरी एक प्रिम्पटीव है इसलिए पुराने ट्रांजेक्शन पुराने के लिए इंतजार कर सकता है इसलिए इस पूर्व निवेदन के द्वारा भी अन्य योजना की तुलना में कम रोल बैक होना संभव है तो यह एक प्रिम्पटीव स्कीम है लेकिन इसके फायदे आपको कम रोल बैक होने की अनुमति दे सकते हैं और इन दो प्रकार की टाइमस्टैम्प आधारित योजनाओं के साथ वास्तव में डेडलॉक को रोकना संभव है और इस कारण से इस तरह की योजनाओं को अक्सर कई संदर्भों में पसंद किया जाता है इसलिए वेट एंड डाई और वुंड और वेट को उसके मूल टाइमस्टैम्प के साथ फिर से शुरू किया जाता है यह नोट करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जब आप पुनः आरंभ करते हैं तो आपका रोलबैक होता है इसलिए आपको उस ट्रांजेक्शन और रोलबैक होना था इसलिए पुराने ट्रांज़ैक्शन में नए लोगों की पूर्वता है और यह स्टार्वेसन से बचा जाएगा तो अब आप क्या बन जाते हैं आप वास्तव में एक नए उम्मीदवार हैं क्योंकि आपको फिर से रोलबैक किया गया है और फिर से शुरू किया गया है लेकिन आप अपने पुराने टाइमस्टैम्प को ढोते हैं तो आपकी पूर्वता है इसलिए अपने पुराने टाइमस्टैम्प को ले जाकर आप स्वाभाविक रूप से सिस्टम में एक उच्च पूर्वता लाते हैं और इस तरह एक पूर्वता आधारित आदेश है जो स्वाभाविक रूप से हमेशा होता रहेगा तो यह न केवल डेडलॉक है तो इसमें आपके पास आमतौर पर टाइमआउट होता है मूल रूप से मेरा ट्रांजेक्शन केवल एक निर्दिष्ट समय के लिए लॉक का इंतजार करता है यदि उस समय के भीतर लॉक की अनुमति नहीं दी गई है तो ट्रांज़ैक्शन वापस शुरू कर दिया गया है और इसलिए डेडलॉक संभव नहीं है इसे लागू करना सरल है लेकिन टाइमआउट आधारित योजना में स्टार्वेसन हो सकती है और यह निर्धारित करना भी मुश्किल है कि इंतजार करने के लिए एक अच्छा समय अंतराल क्या है यदि आप बहुत कम प्रतीक्षा करते हैं तो आप रोलबैक और पुनरारंभ करने में बहुत समय व्यतीत करेंगे यदि आप बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं तो आपका थ्रूपुट नीचे चला जाएगा क्योंकि कई ट्रांजेक्शन मूल रूप से लॉग पर इंतजार कर रहे हैं इसलिए सैद्धांतिक रूप से यह डेडलॉक के संदर्भ में और व्यावहारिकता के संदर्भ में इस पर निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं डेडलॉक चल रहे हैं अब आप कैसे जानते हैं कि एक डेडलॉक हुआ है क्योंकि अगर डेडलॉक हुआ है और फिर ट्रांज़ैक्शन को रोलबैक करने के लिए इसका ध्यान रखें तो ऐसा करने के लिए हम फिर से एक ग्राफ बनाते हैं जो कि वेट फॉर ग्राफ की जोड़ी का आदेश दिया जाता है तो आप Ti से Tj के लिए एक एज को इस तरह में डालते हैं कि Ti Tj की प्रतीक्षा कर रहा है इसलिए अगर हमारे बीच एक कनफ्लिक्ट है तो निश्चित रूप से एक ट्रांज़ैक्शन लॉक को पकड़ रहा है और अन्य ने उस लॉक के लिए अनुरोध किया है तो आप क्या करते हैं कि आप उस एक से एक एज पकड़े हुए है और इस तरह से ग्राफ का निर्माण होता है इसलिए स्वाभाविक रूप से जब Ti ने यह अनुरोध किया था कि वर्तमान में Tj द्वारा आयोजित किया जा रहा है तो एज Ti Tj को इस ग्राफ में डाला जाता है और जब रिलीज होती है तो इस एज को हटा दिया जाता है क्योंकि Tj को उस आइटम को पकड़ना नहीं है जो Ti को वास्तव में आवश्यक था तो यह है कि यह किस प्रकार एक गतिशील ग्राफ है ग्राफ़ के लिए प्रतीक्षा एक प्रकार का गतिशील ग्राफ़ है जो नियमित रूप से अपडेट होता रहेगा अब इस ग्राफ के वर्णन से स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि डेडलॉक होना चाहिए इसलिए यदि किसी भी पल में ग्राफ में एक चक्र होता है अन्यथा ग्राफ बड़ा हो जाएगा और सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ जाएगा और ऐसा ही होता रहेगा इसलिए यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि यह ग्राफ अम्लीय बना रहे जो अब गतिशील रूप से सैकड़ों ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और इसी तरह तो आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हर स्थितियों में ग्राफ एक चक्रीय है या एक चक्र हुआ है और इसलिए वास्तव में एक डेडलॉक हो रहा है इसलिए आपको समय समय पर एक और प्रक्रिया को चलाना होगा जो कि ग्राफ़ में गतिरोध पता लगाने को आमंत्रित करती है जो कि चक्रों के लिए दिखती है और चक्र वहाँ है तो आपको किसी एक के बारे में वापस रोल करने के लिए कुछ रणनीति करनी होगी लेन देन और चक्र को तोड़ने और फिर ताकि अन्य ट्रांजेक्शन आगे बढ़ सकें तो ये ग्राफ़ के लिए प्रतीक्षा के उदाहरण हैं उदाहरण के लिए यहां बाईं ओर जैसा कि आप देखते हैं कि अगर आप अगर मैं बाईं ओर इशारा कर सकता हूं अगर हम देखते हैं कि T17 T18 और T19 की प्रतीक्षा कर रहा है तो T18 T20 की प्रतीक्षा कर रहा है इसलिए आखिरकार और T20 का इंतजार किसी को नहीं है तो किसी समय T20 किया जाएगा और जब ऐसा किया जाएगा तब T18 आगे बढ़ सकेगा और यदि T18 आगे बढ़ने में सक्षम है तो T19 आगे बढ़ने में सक्षम होगा और फिर T17 आगे बढ़ने में सक्षम होगा इसलिए डेडलॉक की कोई संभावना नहीं है जबकि यहां पर यदि आप दाईं ओर ग्राफ में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों के बीच वे एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय तक प्रतीक्षा करते हैं यह डेडलॉक करने का निर्णय लेना होगा और ताकि शेष ट्रांज़ैक्शन प्रगति कर सके तो यह एक सरल गतिरोध पता लगाने वाला तंत्र है इसलिए जब डेडलॉक का पता लगा लिया जाता है तो रिकवरी होनी चाहिए इसलिए डेडलॉक को रोलबैक करना होगा और इसलिए वहाँ एक रणनीति का चयन करने के लिए आवश्यक है जो ट्रांजेक्शन को फिर से करना होगा इसलिए आपको रोलबैक के संदर्भ में आपको यह निर्धारित करना होगा कि उस ट्रांजेक्शन को कितना रोलबैक करना है कुल एक हो सकता है ताकि आप पूरे ट्रांज़ैक्शन के एबोर्ट कार्यक्रम में सुरक्षित बिंदु की धारणाओं पर चर्चा की और इसलिए यह अधिक प्रभावी है कि केवल ट्रांज़ैक्शन को वापस लेने के लिए जहां तक कि डेडलॉक को तोड़ने के लिए आवश्यक है आपको सब कुछ रोलबैक करने की आवश्यकता नहीं है हो सकता है कि यह ट्रांज़ैक्शन डेडलॉक में भाग ले रहा है क्योंकि यह कुछ विशेष लॉक पकड़ रहा है जो इससे पहले तीन निर्देश ले चुका था लेकिन इससे पहले कि यह 300 निर्देश कर चुका है पूरे 300 निर्देशों को रोलबैक करना आवश्यक नहीं है आप बस उस बिंदु तक वापस रोल कर सकते हैं जहां यह उस विशेष लॉक को लिया जो समस्या पैदा कर रहा है इसलिए वे कुछ ऐसी रणनीतियाँ हैं जो थ्रूपुट की संभावना को कम कर सकती हैं स्टार्वेसन को पीड़ित के रूप में हर बार वापस लेने के लिए चुना जाता है जिसकी संभावना मौजूद है और इसलिए रोल बैक की संख्या भी आमतौर पर लागत कारक के रूप में रखी जाती है इसलिए जब आप किसी ट्रांज़ैक्शन को वापस करते हैं तो आप यह कहते हुए एक नंबर भी रखते हैं कि यह ट्रांज़ैक्शन कितनी बार रोलबैक हुआ है तो उच्च लागत तब बन जाती है जब आप उस ट्रांज़ैक्शन के लिए रोलबैक करने से बचना चाहेंगे ताकि वह के मामले में असीम प्रतीक्षा न करें तो ये कुछ सरल रणनीतियाँ हैं जो रोलबैक होती हैं डेडलॉक रिकवरी को लाती हैं इसलिए डेडलॉक से प्रिवेंशन डिटेक्शन और रिकवरी बारे में बात करने से हमें पहले के दो फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल पर जल्दी से गौर करना चाहिए यह प्रोटोकॉल डेडलॉक की ओर नहीं बढ़ता है इसलिए आप यहां क्या करते हैं प्रत्येक ट्रांजेक्शन को टाइमस्टैम्प जारी किया जाता है जब यह सिस्टम में प्रवेश करता है तो ट्रांज़ैक्शन पर पकड़ टाइमस्टैम्प का मूल्य कम है इसलिए यह एक सरल है इसलिए समय बढ़ते क्रम में आगे बढ़ता है अब प्रोटोकॉल एक समवर्ती निष्पादन किस क्रम में होना चाहिए और इसके लिए प्रत्येक डेटा आइटम के लिए दो टाइमस्टैम्प मूल्यों को बनाए रखा जाता है डेटा आइटम कतार पर एक write टाइम स्टैम्प है दूसरा read टाइमस्टैम्प है तो यह डेटा आइटम के लिए नवीनतम रीड राइट और रीड का समय है तो w टाइमस्टैम्प क्यू किसी भी ट्रांज़ैक्शन का सबसे बड़ा टाइमस्टैम्प है जो एक write Q को सफलतापूर्वक निष्पादित करता है इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका मतलब है कि सबसे बड़ा टाइमस्टैम्प का मतलब है नवीनतम रखता है अब आप इस प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं इसलिए यह फिर से केवल रीड और राइट दिखता है और उन्हें टाइमस्टैम्प क्रम में निष्पादित किया जाता है तो आइए मान लेते हैं कि हमें read के मामले पर विचार करना चाहिए तो एक ट्रांजेक्शन जारी किया है अब अगर वह Ti का टाइमस्टैम्प W टाइमस्टैम्प नवीनतम write है और TS का टाइमस्टैम्प है इसलिए ट्रांज़ैक्शन नवीनतम write से पुराना है इसलिए ट्रांज़ैक्शन Ti को एक मूल्य हो गई थी क्योंकि ट्रांज़ैक्शन के बाद नवीनतम write हुआ है इसलिए इस रीड ऑपरेशन को अस्वीकार किया जा सकता है और Ti को रोलबैक किया जाएगा यदि यह इसके विपरीत है यदि ट्रांज़ैक्शन का टाइमस्टैम्प नवीनतम सही समय W टाइमस्टैम्प से अधिक है तो रीड ऑपरेशन निष्पादित किया जाता है और चूंकि हम एक रीड ऑपरेशन कर रहे हैं तो यह नवीनतम रीड ऑपरेशन है और इसलिए रीड टाइमस्टैम्प R टाइमस्टैम्प के टाइमस्टैम्प की अधिकतम सीमा पर सेट है ध्यान रखें कि हम आपके लिए टाइमस्टैम्प एक भ्रम है जो आपके मन में आ सकता है कि क्या हम उस समय को देख रहे हैं जब read हुआ है या जब write हुआ है नहीं हम सभी इस तर्क के ट्रांजेक्शन के टाइमस्टैम्प के साथ हो रहे हैं इसलिए जब भी यह शुरू हुआ इसलिए यह एक पुराना ट्रांज़ैक्शन और नया ट्रांज़ैक्शन है जिसके साथ हम तर्क कर रहे हैं इसलिए जब आप R टाइमस्टैम्प को अपडेट करते हैं तो आप R टाइमस्टैम्प पहले से ही एक मूल्य का टाइमस्टैम्प है जो अभी पढ़ा गया है तो यह हमेशा नहीं होता है कि चूंकि यह रीड आखिरी रीड है तो आप इसे अपडेट करेंगे इसलिए नवीनतम के अर्थ से मेरा तात्पर्य ट्रांज़ैक्शन के टाइमस्टैम्प के अर्थ में नवीनतम है जो इसे पढ़ रहा है इसलिए आप गणना करेंगे कि वर्तमान में पढ़े गए टाइमस्टैम्प और इस ट्रांजेक्शन के टाइमस्टैम्प का अधिकतम पता लगाने के मामले में राइट थोड़ा अधिक जटिल है लेकिन हम उसी तरह से तर्क कर सकते हैं तो अगर Ti एक write जारी करता है और अगर Ti का टाइमस्टैम्प R timestamp है

तो तब Q जो कि उत्पादन कर रहा है वह पहले की जरूरत थी यह write की कोशिश कर रहा है लेकिन पहले से ही एक नए ट्रांजेक्शन ने value का उपयोग किया है और सिस्टम ने यह मान लिया कि Ti को जो लिखना चाहिए था वह उपलब्ध नहीं था इसलिए उत्पादन नहीं किया गया था इसलिए राइट को अस्वीकार कर दिया गया Ti को यह नहीं लिखना चाहिए और Ti को रोलबैक किया जाएगा दूसरा मामला अगर ट्रांज़ैक्शन Ti के पास टाइमस्टैम्प है जो कि राइट टाइमस्टैम्प से कम है तो जिसका अर्थ है कि यह ट्रांज़ैक्शन उस ट्रांजेक्शन की तुलना में पुराना है जिसने अंतिम write किया है तो Ti Q के निरपेक्ष मान को लिखने का प्रयास कर रहा है और इसलिए यह लेखन कार्य फिर से अस्वीकार कर दिया गया है और Ti रोलबैक किया गया है अन्यथा अन्य मामलों में राइट के टाइमस्टैम्प पर सेट किया जाएगा जो इसे लिखा गया है तो यह रीड और राइट के लिए एक बहुत ही सरल प्रोटोकॉल है और यहां इस प्रोटोकॉल के संदर्भ में एक उदाहरण दिखाया गया है उदाहरण के लिए यह एक रीड करना चाहता था और यह इसलिए है कि यह एक ऐसा समय है जहां ट्रांजेक्शन शुरू हो गया था और यह वह write था इसलिए जब यह पढ़ा जा रहा है तो यह स्वाभाविक रूप से यह T3 की तुलना में ट्रांजेक्शन पर होल्ड किया हुआ है तो इस बिंदु पर write टाइमस्टैम्प T3 का है और यह एक पुराना है इसलिए यह इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था इसलिए इसे निरस्त कर दिया गया था इसी तरह जैसा कि आप यहां देखते हैं कि क्या मैं साफ करता हूं और फिर से शुरू करता हूं यदि हम write W को देखते हैं तो यह और T4 को रीड करने की कोशिश कर रहा है इसलिए read इस रीड को पढ़ेगा जिसके पास टाइमस्टैम्प है जो T4 का है जो टी 3 के टाइमस्टैम्प के बाद में है तो यह एबोर्ट हो जाता है इसलिए आपको अपने आप को यह समझाने के लिए थोड़ा समय बिताने की आवश्यकता होगी कि यह वास्तव में यह सुनिश्चित नहीं करेगा कि वास्तव में कभी भी कोई डेडलॉक से बचा जाता है सभी टाइमस्टैम्प ऑर्डर करने वाले प्रोटोकॉल में स्वयं क्रमबद्धता हैं इसलिए चूंकि ऑर्डरिंग हमेशा इसी तरीके से होती है इसलिए इस पूर्ववर्ती ग्राफ में आ रहे हैं जो इस प्रोटोकॉल में अनुमति नहीं है तो एक चक्र नहीं हो सकता है और इसलिए यह सुनिश्चित करता है कि इस समय आधारित प्रोटोकॉल में डेडलॉक नहीं हो सकता है लेकिन जो शेड्यूल वे पैदा करते हैं वह कैस्केड मुक्त नहीं हो सकता है और वास्तव में उदाहरण दिखाए जा सकते हैं कि वे पुनर्प्राप्त करने योग्य हो सकते हैं जो इस समय आधारित प्रोटोकॉल के माध्यम से उत्पन्न होते हैं इसलिए संक्षेप में हमने यह बताने की कोशिश की है कि डेडलॉक को रोकने के विभिन्न तरीके क्या हैं कुछ रणनीतियों और विशेष रूप से हमने समय आधारित रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया तो कुछ रणनीतियाँ हैं जो डेटा आइटमों के ऑर्डर करने वाले डेटा आइटम तक पहुँचने के आदेश पर आधारित हैं और हमने विशेष रूप से समय आधारित रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया है और इसमें से कई समय आधारित रणनीतियां हैं जो डेडलॉक को रोक सकती हैं और अगर डेडलॉक हुआ है और अगर एक बार यह पता चला है तो हमने उससे उबरने के लिए बुनियादी रणनीति के बारे में बात की है कि आप यह कैसे तय करते हैं कि एक अच्छा उम्मीदवार पीड़ित ट्रांजेक्शन कर दिया जाना चाहिए और उस अध्ययन पर हमने एक सरल समय आधारित होना